सभी को नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण कि इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं यह व्याख्यान आपदा जोखिम संचार पर केंद्रित है मेरा नाम सुभज्योति समंदर है मैं आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान क्योटो विश्वविद्यालय से हूं और आज हम आपदा जोखिम संचार के बारे में बात करेंगे जैसा कि हम सब जानते हैं आपदा जोखिम संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें आपदाओं से बचने के लिए लोगों को निवारक कार्यों या तैयारियों के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है मान लीजिए कि एक निकासी प्रक्रिया हो या बाढ़ रोधी निर्माण सामग्री से मरम्मत का काम तो लोगों को ऐसा क्यों करना चाहिए क्योंकि उन्हें यह जानना कि आवश्यक है कि यह महत्वपूर्ण काम है और भविष्य में आपदाओं से खुद को बचाने के लिए यह काम आना जरूरी है अब इस प्रक्रिया में कौन शामिल हैं जब दो अलग पक्ष हों तो उसका क्या महत्व है एक जो लोगों की आपदाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा जो प्राकृतिक आपदाओं से खतरे में हैं अब इन दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करनी है और अन्य पक्ष भी शामिल हैं तो इस प्रक्रिया को हम आपदा जोखिम संचार कहते हैं तो आइए हम इस पूरी प्रक्रिया के विवरण पर गौर करें जिसे हम जोखिम संचार या आपदा जोखिम संचार कहते हैं जोखिम संचार इसका मतलब क्या है जोखिम संचार में या यहां तक कि आपदा जोखिम संचार में मैं अगर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से कहूं तो एक ही निर्धारित प्रेषक होना चाहिए जैसे कि स्थानीय सरकार मान लीजिए कि वह चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई जगह खाली करें तो इस आपदा जोखिम संचार में वह पहले हैं क्योंकि हमें एक प्रेषक की आवश्यकता है और फिर वह यह करते हैं कि जोखिम के बारे में संदेश भेजते हैं कि कितना खतरा है और लोगों के साथ क्या किया जा सकता है इसलिए प्रेषक लोगों को जानकारी भेजते हैं जो प्रापक हैं तो यह अनिवार्य है की वहाँ एक प्रेषक हो एक प्रापक हो और जो महत्वपूर्ण घटक है वह है बीच का संदेश तो प्रेषक और प्रापक के बीच में सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए ठीक है इन दोनों पक्षों के बीच में सूचना का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है तो यह जोखिम संचार के बुनियादी घटकों में से एक है जब हम बाढ़ भूकंप जैसे आपदा जोखिम संचार के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है अब जब वे संचार कर रहे हैं विनिमय कर रहे हैं जानकारी की दो पक्ष प्रेषक और प्रापक वे जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन क्या किस तरह की जानकारी के बारे में आदान प्रदान कर रहे हैं जब आप जोखिम संचार के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरह की जानकारी का आदान प्रदान किया जाना चाहिए क्या यह शहर के कुछ गरमा गरम विषय होने चाहिए जैसे की कुछ गपशप या दिन प्रतिदिन की दिनचर्या या फिर सहकर्मियों और पड़ोसियों के किस्से या सह छात्रों की तरह एक दूसरे से बात या फिर मेरे बाल कटवाने के बारे में बात करें मैं कैसे अच्छा लगूंगा क्या उस बारे में बात करें या फिर कैसे खाना बनाना है क्या पकाना है और क्या मेरी सिंगापुर या स्वीडन या स्विट्जरलैंड यात्रा की योजना तो वे किस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ बांटते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हैI तो जब हम प्रेक्षक और प्रापक के बीच होने वाले आदान प्रदान की बात करते हैं जोखिम संचार के संदर्भ में तो उन्हें आपके हेयर स्टाइल यात्रा योजना या दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई रुचि नहीं है जोखिम संचार में आपदा जोखिम संचार में जब हम कहते हैं कि हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विशेष खतरों और जोखिम के बारे में बात कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं यह दिल की समस्या हो सकती है भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है लोगों मैं कैंसर की बीमारी बढ़ रही हो वह बाढ़ से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं या आनुवंशिक रूप से बनाए खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जैसे आज कल कई लोग आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन का उपभोग करते हैं जिससे काफी स्वास्थ्य मुद्दे जुड़े हैं या वह खबर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के बारे में हो सकती है जो तबाह हो गया था और 2011 के भूकंप और सुनामी के कारण वहां परमाणु दुर्घटना हुई तो हमारे पास वास्तव में प्रेषक हैं और वे प्रापक को सुझाव दे रहे हैं और उनके पास एक संदेश है और उनके पास जोखिम के बारे जानकारी आदान प्रदान करने का माध्यम भी है लेकिन जब प्रेषक प्रापक को सूचना भेज रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है क्या आप जानते हैं कि यह मकसद क्या है वह क्या करना चाहते हैं यदि प्रेषक प्रापक को ये संकेत भेज रहा है तो उसका एक बहुत ही खास मकसद है जब हम आपदा जोखिम संचार के बारे में बात कर रहे हैं तो मकसद यह है कि प्रेषक चाहता है प्रापक का दिमाग बदला जाए उसकी धारणा उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण बदला जाए एक बार प्रापक की धारणा बदल गई तो प्रेषक उन्हें अपनी बात सफलतापूर्वक समझाने में सक्षम हो पाएंगेI तो यह सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करना ही नहीं है बल्कि प्रापक का दृष्टिकोण बदलने की भी एक युक्ति है ताकि सूचना का प्रेषक और प्रापक के बीच उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान हो सके तो जैसे मीडिया या मास मीडिया जब आपको विज्ञापन देते हैं तो वे आपको बदलना चाहते हैं वे आपके दिमाग को बदलना चाहते हैं वे आपको हर तरह से हर पहलू से उत्साहित करना चाहते हैं वे आपकी सोच बदलना चाहते हैं यह नारा बहुत स्पष्ट है इरादा बहुत स्पष्ट है मैं चाहता हूं आपके निर्णय को प्रभावित करना ऐसा नहीं है कि मैं गपशप कर रहा हूं या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं या हम कुछ भी बात कर रहे हैं नहीं आपदा जोखिम संचार में मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक कारण है एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मैं आपका मन बदलना चाहता हूं तो आपका तो जब मैं यह कहता हूं कि मैं आप को बदलना चाहता हूं वास्तव में मैं आपकी धारणा बदलना चाहता हूं जोखिम के बारे मेंऔर उसके प्रति तैयारी के के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है वह बदलना चाहता हूंI मान लीजिए एक निकासी परिस्थिति है तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप को खतरा है क्योंकि चक्रवात आ रहा है और इसलिए आपको वह जगह खाली करने की जरूरत है इसलिए पहले मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि चक्रवात आ रहा है जो कि सच बात है और फिर मैं आपको निर्णय बदलना चाहता हूं ताकि आप उस जगह को खाली कर दें तो उद्देश्यपूर्ण जानकारी का विनिमय आपदा जोखिम संचार में बहुत महत्वपूर्ण है अब उद्देश्यपूर्ण जानकारी का विनिमय या उद्देश्यपूर्ण सूचना शोर से बहुत अलग हैं जब हम संदेश की बात करते हैं तो उस स्थिति में एक प्रापक या मुखबिर लक्षित दर्शकों को उजागर करने का इरादा रखते है जो सार्थक लक्षणों की एक प्रणाली के लिए प्रापक हैं जैसे मानिए मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाता हूं मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार बदलिए और आप वही करें जो मैं ठीक समझता हूं ऐसा करने से आपकी धारणा परिवर्तित हो सकती है या आपके मन में भेजने वाले की छवि इसलिए सूचना का उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान होता है इसलिए एक प्रेषक होता है और वह एक निश्चित उद्देश्य से प्रापक के विचारों को बदलता है जिससे उनका जोखिम के बारे में रवैया बदल जाता है तो जोखिम संचार मूल रूप से मुख्य रूप से उद्देश्यपूर्ण प्रकार से जोखिम के बारे में जानकारी का आदान प्रदान परिभाषित किया गया है हमारे संदर्भ में यह जोखिम मुख्यतः आपदा के बारे में है लेकिन यह स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है यह पर्यावरणीय जोखिम हो सकता है या इच्छुक पक्षों के बीच का कोई अन्य जोखिम तो दो इच्छुक पक्ष हैं एक प्रेषक और एक प्रापक वे दोनों ही प्रभावित हैं एक विशेष आपदा या विशेष जोखिम से आपदा से प्रभावित होकर वह विचार विमर्श करते हैं एक उद्देश्यपूर्ण विनिमय जिसके द्वारा प्रेषक प्रापक की विचारधारा को बदलना चाहता है अब जोखिम संचार की कई परिभाषाएं हैं निश्चित रूप से हमारे पास विशाल परिभाषाओं का संकलन है लेकिन सरलीकरण के लिए हम एक ले सकते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए अधिक प्रासंगिक है और यहाँ हम कोवेलो वॉन स्लोविक और अन्य लोगों से अपनाते हैं जिन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया है और जोखिम संचार को सूचना के किसी उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया है चाहे वह स्वास्थ्य के बारे में हो या इच्छुक पार्टियों के बीच पर्यावरण जोखिम के बारे में हमारे मामले में जैसा कि मैंने कहा कि यह न केवल पर्यावरणीय जोखिम या स्वास्थ्य जोखिम है बल्कि यह आपदा जोखिम भी है विशेष रूप से जोखिम संचार संदेश देने का कार्य है पार्टियों के बीच सूचना को संप्रेषित या प्रसारित करने का कार्य है तो यह दो पक्षों के बीच कुछ सार्थक संकेत देने का एक कार्य है लेकिन वह जानकारी का एक उद्देश्यपूर्ण विनिमय हैं वे इसे कर रहे हैं प्रेषक और प्रापक वे किस बारे में बात कर रहे हैं उस विनिमय का विवरण क्या है यह हम भी जानना चाहते हैं जोखिम संचार में की वे वास्तव में क्या बात कर रहे हैं चलो देखते हैं जब हम जोखिम के बारे में बात कर रहे हैं तो जोखिम एक बहुत ही अजीब शब्द है लोग अक्सर यह जानना चाहते हैं कि जोखिम में कौन है और किन पारिस्थितिकी तंत्रों में बाधा आएगी जब आप कहते हैं कि बाढ़ के कारण आपको खतरा है या भूकंप के कारण खतरा है तो शहरों में लोग आपका विश्वास नहीं करना चाहते हैं बजाना चाहते हैं कि आप का मतलब क्या है आप हैं कौन तो आपको यह परिभाषित करना होगा कि किस हद तक उन्हें आपदा का जोखिम है और वह कैसे प्रभावित होंगे लोगों की जोखिम के बारे में अलग अलग धारणा और प्रवृत्ति होती है इसलिए उन्हें समझाना बहुत जरूरी है जैसे मान लीजिए अगर कोई खबर है कि हमारे शहर में 1957 से कोई हत्या नहीं हुई है तो यह हो सकता है कि इस समाचार के बारे में लोगों के अलग अलग विचार या दृष्टिकोण हो तो पहला व्यक्ति यदि आप मध्य में देखते हैं तो इस पर ध्यान दे की एक आशावाद व्यक्ति उस खबर को इस दृष्टिकोण से देखता है की अब हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं तो उसका मानना है कि हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे शहर में 1957 से एक भी मृत्यु नहीं हुई है इसलिए यथोचित रूप से यह मान लेना उचित है कि हम पर्याप्त सुरक्षित हैं लेकिन दूसरी ओर निराशावादी सोचता है कि हमारा समय आने वाला है इसका मतलब है कि कुछ यहाँ आ रहा है और शायद से अगला शिकार में हूं इसलिएवे बहुत नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं अगर देखा जाए तो उत्तेजना तो एक ही है लेकिन दो लोग उत्तेजना की घटना के दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य या व्याख्याएं देते हैं इसी तरह जोखिम के मामले में भी लोगों की सोच बेहद विभिन्न और बहुत अलग होती है यहां आप इस चित्र में देख सकते हैं की नाव जोखिम में है परंतु दूसरे छोर पर बैठा आदमी सोचता है कि वह सुरक्षित है वह एक ही नाव में है फिर भी सोचता है कि वह जोखिम में नहीं है क्योंकि छेद उसकी तरफ नहीं है दूसरे छोर पर है इसलिए अगर कुछ हुआ भी तो इससे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कौन प्रभावित होगा कैसे प्रभावित होगा यह जानना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जब हम कह रहे हैं कि जानकारी या सूचना का आदान प्रदान होता है सूचना की विवरण का अर्थ क्या है कि उन्हें किस तरह की बातों पर चर्चा करनी चाहिए निश्चित रूप से वे जोखिम के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन क्या जोखिम के घटक के बारे में बात कर रहे हैं और उससे कैसा प्रभाव होगा उस बारे में बात कर रहे हैं तो यह कितने लोगों को बताना आवश्यक है कि भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रही है और इससे कितनी संख्या में लोग प्रभावित होंगे और कैसे यदि आपने चक्रवात की चेतावनी दी है तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या पूरा शहर प्रभावित होगा या कोई विशेष क्षेत्र और क्या कुछ विशेष क्षेत्र प्रभावित होंगे हर एक शहर में हर एक गांव में हर एक प्रांत में क्या विशेष बस्तियां प्रभावित होंगी तो उनमें से कितने लोग प्रभावित होंगे जब हम जोखिम के बारे में संवाद कर रहे हैं तो लोगों को बताना बेहद आवश्यक है यहाँ एक बहुत दिलचस्प डेटा है हालांकि यह आपदा से संबंधित नहीं है लेकिन यह कहता है कि अमेरिका में 8 में से 1 लोग एचआईवी के साथ रहते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं कि वह संक्रमित हैं क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं तो यदि 8 में से 1 लोग एचआईवी संक्रमित हैं और वह यह जानते भी नहीं तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग प्रभावित होंगे जोखिम संचार प्रदान करने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और न केवल कितने लोग पर वह किस सीमा तक प्रभावित होंगे और उससे मुझे किस हद तक खतरा होगा यह जानना जरूरी है उदाहरण के तौर पर यह महिला धूम्रपान कर रही है मैं यहां केवल उदाहरण दे रहा हूं जो आपदा के संदर्भ में नहीं है इससे हमें जोखिम और जोखिम संचार के संदर्भ में व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद मिलेगी तो वह धूम्रपान कर रही है तो शायद उसे हम उसे धूम्रपान करने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं अब सवाल ये उठता है कि जब हम उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं तो वह इस धारणा के अधीन है कि मैं कई लोगों को जानती हूं जो धूम्रपान करते हैं फिर भी वे ठीक है और ऐसे लोगों के बारे में भी जानती हूं जो धूम्रपान नहीं करते फिर भी कैंसर से पीड़ित हैं तो यह आवश्यक तो नहीं कि सिर्फ धूम्रपान करने वाले लोग ही कैंसर से पीड़ित होते हैं धूम्रपान न करने वाले लोग भी तो कैंसर के रोगी बनते हैं है ना तो लोग इस डेटा को कैसे लेते हैं यह तथ्य और उनकी व्याख्या करना एक महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए जब हम जोखिम का संचार कर रहे हैं लोगों को यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि वे किस हद तक आपदाओं से बाधित होंगे वे कैसे नियोजित होंगे और कितने समय तक क्या नुकसान का सामना करने पर विवश होंगे यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं की हमारे नागरिक को जो भी विकिरण मिल रहे हैं वह एक्स रे से अधिक नहीं हैं तो कोई फुकुशिमा या अन्य परमाणु दुर्घटना के बारे में हो सकता है बात कर रहा हो और उस संदर्भ में विकिरण के प्रभाव का वर्णन कर रहा हो और यह सरकारी लोग जो जापान की सरकार से है इस कार्टून में कह रहे हैं कि विकिरण जिस तरह का विक्रण लोगों ने अनुभव किया वह वास्तव में एक्सरे की तुलना में बहुत कम था तो यहां हम देखते हैं की जोखिम के बारे में कैसे लोगों के अलग दृष्टिकोण हैं तू जोखिम संचार के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा जोखिम संचार की परिभाषा है एक उद्देश्य पूर्ण जानकारी का आदान प्रदान स्वास्थ्य या पर्यावरण जोखिम के बारे में विशेष रुप से यह अलग अलग पक्षों के बीच में सूचना प्रसारित और संचारित करने का कार्य हैI पर किस बारे में एक व जोखिम का स्तर ठीक है क्या उस बारे में बात करते हैं और किस हद तक लोग प्रभावित होंगे और जोखिम का अर्थ क्या है यह जानना अति आवश्यक है लेकिन क्या यह पर्याप्त है अगर हम केवल उन्हें जोखिम की तीव्रता बताएं कि वे किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं और वे किस जोखिम का सामना करने वाले हैं क्या जोखिम संचार के लिए यह पर्याप्त जानकारी है नहीं मूल रूप से नहीं क्यों नहीं जब हम ऐसा कह रहे हैं की हमारे पास जोखिम विश्लेषण और जोखिम धारणाएं हैं परंतु एक और सवाल है जो जोखिम के संदर्भ में दिख रहा है और वह है प्रबंधन तो इस पर गौर करें कि शायद कुछ वैज्ञानिक पहलू उस जोखिम का विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन लोगों की अपनी धारणाएं हैं जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि लोग कैसे जोखिम के प्रति अलग अलग व्याख्या करते हैं विभिन्न तरीकों से और अगर आप केवल अपना कान बंद कर ले तो आपको इस जोखिम को कम करने में मदद हो सकती है इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हैं इसलिए जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे जोखिम में है मान लीजिए कि हम उन्हें बताना है कि भूकंप आ रहा है लेकिन जोखिम संचार मैं केवल इस जोखिम या खतरे के बारे में बताना पर्याप्त नहीं है हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं क्या उपाय या कार्य और तैयारियाँ कर सकते हैं आपदा से खुद को बचाने के लिए तो अगर कोई भूकंप आता है तो वे खुद को बचाने के लिए डेस्क या फर्नीचर के नीचे जाकर छुप सकते हैं यह सिर्फ एक सरल उदाहरण है कि वे इसे कैसे भूकंप से बच सकते हैं और यह संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए जैसे अगर सुनामी आ रही हो तो हम लोगों को बताते हैं कि सुनामी आ रही है लेकिन अगर यह जानकारी पर्याप्त नहीं है तो यह अधूरी जानकारी है हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अगर वे लोग इस जगह को खाली करके किसी उच्च स्थान पर जाएं तो बेहतर होगा जैसे यहां दिखा रहे हैं की आप एक उच्च स्थान पर जा सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तो जोखिम संचार दो पक्षों के बीच वह वार्तालाप है जिस पर एक स्तर पर जोखिम पर चर्चा की जाती है उसके अर्थ और महत्व और जोखिमों को प्रबंधित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्या निर्णय कार्य या नीतियां बनानी चाहिए यह आवश्यक है तो ये 3 घटक जोखिम संचार के महत्वपूर्ण पहलू हैं अब हम जोखिम संचार की परिभाषाएँ और उसके मुख्य विचार के बारे में चर्चा करेंगे आइए हम देखें कि जोखिम संचार के उद्देश्य क्या हैं हम वास्तव में जोखिम संचार से क्या हासिल करना चाहते हैं और यहाँ हम प्रेषक और प्रापक है और प्रेषक प्रापक को संदेश भेजना चाहता है इसलिए इसे कोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से भेजा जा सकता है हम इस पहलू पर बाद में एक और व्याख्यान में चर्चा कर सकते हैं लेकिन यह संचार विभिन्न माध्यम से भेजा जा सकता है जैसे बोलकर लिख कर ग्राफिक्स या छवियों के द्वारा या वीडियो द्वारा इसमें कम से कम एक प्रक्रिया में कोडिंग और डिकोडिंग की भागीदारी तो होती ही है वैसे महत्वपूर्ण बात कब है जब प्रेषक कहना चाहे कि ठीक है मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं तो यदि प्रेषक 6 कह रहा है और प्रापक उसे 9 समझ रहा है तो यह तो अलग बात हुई है ना मान लीजिए कि प्रेषक 5 भेजना चाहता है मान लीजिए 5 कुछ कोड है और प्रापक ने इसे एस समझ लिया तो यह मेरा मतलब है जब मैं कहता हूं कि यह जरूरी है की प्रेषक क्या बोल रहा है वह जोखिम संचार के लिए समझना बेहद आवश्यक है अगर मैं 6 भेज रहा हूं और अगर आप इसे 9 मान रहे हैं अगर मैं 5 भेज रहा हूं और अगर आप हैं इसे S के रूप में मानें तो यह सही नहीं होगा यह संचार काम ही नहीं करेगा इसलिए जब हम कोडिंग कर रहे हैं अगर मैं आपको पेड़ कहना चाहता हूं तो आपको कोडिंग के बाद पेड़ की समझना चाहिए ठीक है इसलिए कोडिंग और डिकोडिंग के बाद प्रेषक से प्रापक तक संदेश भेजने में वही अर्थ रहना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूं और जो मैं समझता हूं वह एक समान होना चाहिए एक प्रभावी जोखिम संचार में यह घटक होना अनिवार्य है जैसे कि आप यहां इस बेहद दिलचस्प कार्टून में देख सकते हैं यह महिला इस व्यक्ति से पूछ रही है कि आप की छतरी केवल 40 ही क्यों आपको ढकी हुई है तो यह व्यक्ति उत्तर देता है क्योंकि मुझे एक प्रारंभिक चेतावनी मिली है की आज बारिश की संभावना 40 है और यही कारण है कि मेरा छाता केवल 40 मुझे ढंका हुआ है तो यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रेषक क्या कहना चाहता है और प्रापक क्या व्याख्या कर रहा है वह पूरी तरह से अलग है हालांकि अगर दूसरे नजरिए से देखें तो यह दोनों बातें समान हैं वे समान हैं या अगर इस महिला के पास कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे शारीरिक चुनौतियाँ परंतु अब वह खतरे में हैं क्योंकि इमारत में आग लगी है पर अब आप उससे कहते हैं कि लिफ्ट का उपयोग ना करके सीढ़ी का उपयोग करें तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि अब मैं क्या करूं आत्महत्या तो जोखिम संचार के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रापक संदेश के सभी प्रापक संचार को समझने में सक्षम हो और उन्हें भेजे गए संदेश के अर्थ को सफलतापूर्वक डिकोड कर सके इसलिए जब प्रेषक प्रापक को संदेश भेजे तो उन्हें उस अर्थ को ठीक ठीक समझने और डिकोड करने में सक्षम होना चाहिए संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए और दूसरा उद्देश्य यह है कि जब प्रेषक प्रापक को किसी विशेष जोखिम या कुछ तैयारियों वाले संदेश के बारे में कुछ संचार भेजना चाहते होI वह व्यक्ति के दृष्टिकोण को ठीक करना चाहता है रवैया बदलना जोखिम संचार मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है तो प्रेषक जब प्रापक को जानकारी भेजता है तो वह प्रापक के दिमाग को बदलना चाहता है और उसे मनाने के लिए अपना रवैया बदलता है ताकि वह जोखिम या किसी विशिष्ट कारण के प्रति उनका दृष्टिकोण और व्यवहार बदल सके एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब प्रेषक प्रापक को जानकारी भेज रहा है तो प्रापक भी उसी समय प्रतिक्रिया जताने में सक्षम रहे कि वे क्या समझ रहे हैं और यदि उनके पास कोई प्रश्न या चिंताएं हो तो वह उन्हें व्यक्त कर सके इसलिए यह एक अधिक लोकतांत्रिक पारस्परिक प्रक्रिया में होना चाहिए जैसे हम अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं एक सामूहिक बैठक या शायद एक गांव की बैठक में तो एक प्रमुख घटक जोखिम का उद्देश्य संचार आपदा जोखिम संचार तर्कसंगत प्रवचन की एक स्थिति प्रदान करना है जोखिम के मुद्दों पर ताकि सभी प्रभावित पक्ष ठीक हों और वे एक प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीके से इन संघर्ष प्रस्तावों के लिए भाग ले सकें यदि आपके पास अलग अलग राय हैं तो आप साझा कर सकते हैं और इस संघर्ष को हल करने के लिए एक सर्वसम्मति या सहमति निर्णय पर आ सकते हैं तो यह था आज का व्याख्यान बहुत बहुत धन्यवाद